तो आगे हम इन 8051 सिस्टम के लिए कुछ प्रोग्रामिंग उदाहरणों पर गौर करेंगे तो 8051 माइक्रोकंट्रोलर हमने देखा है कि यह यह कई इंस्ट्रक्शन कर सकता है और हम इसे कई एम्बेडेड अनुप्रयोगों को डिजाइन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं तो हम 8051 के कुछ प्रोग्रामिंग उदाहरणों को देखेंगे ताकि इस सिस्टम को उपयोग में लाने की बेहतर समझ प्राप्त की जा सके तो पहला उदाहरण जो हम देखेंगे कि 10 बाइट्स डेटा हैं जो रैम स्थान 50h से संग्रहीत हैं और फिर हम इन संख्याओं के औसत की गणना करना चाहते हैं और परिणाम को मेमोरी स्थान 40 h पर संग्रहीत करते हैं और फिर कोड के फ्रेगमेंट के लिए यह देखने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम का आकार क्या है और इसके निष्पादन के लिए आवश्यक समय क्या है यह मानते हुए कि हमारे पास क्रिस्टल 110582 मेगाहर्ट्ज़ है तो जो प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेगा वह इस प्रकार है तो यह इसके पास 50 होगा यह 50 h नंबर होगा तो यह मेमोरी लोकेशन रैम लोकेशन 50 h से संख्याएं संग्रहीत हैं रैम लोकेशन 50 h से आगे की तरफ संख्या इस 50 h के लिए संग्रहीत की जाती है तो हम R0 रजिस्टर में पहले क्या करते हैं हम मान 50h को स्थानांतरित करते हैं क्योंकि यह R0 इस 50 यह मेमोरी लोकेशन है को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स के रूप में उपयोग कर रहा होगा तो पहले R0 रजिस्टर में हम मान 50 h ले जाते हैं और 10 नंबर होते हैं और यह गिनती आप रजिस्टर R5 में ले जाते हैं तो MOV R5 10 तो चूंकि यह एक डेसिमल संख्या 10 है तो आप वहां AH नहीं डालते हैं तो 10 लिखें फिर हम कहते हैं कि MOV BR5 की तरह सिर्फ एक गिनती रखने के लिए कि यह B रजिस्टर में है जिसे हम लागू करने के लिए उस मूल्य का उपयोग करेंगे फिर औसत उद्देश्य के लिए गणना मूल्य के साथ तो यह आवश्यक होगा तो आप इसे केवल B रजिस्टर में संग्रहीत करते हैं तो यह एक्यूमिलेटर रजिस्टर राशि जमा कर रहा है तो उस उद्देश्य के लिए हम इस A रजिस्टर को साफ करते हैं तो यह अब साफ हो गया है फिर मुझे इन क्रमिक मूल्यों को ए रजिस्टर में जोड़ना होगा तो उस उद्देश्य के लिए तो मैं इस इंस्ट्रक्शन add A R0 का उपयोग कर सकता हूं तो जो भी पहले स्थान की सामग्री होगी जो A रजिस्टर के साथ जोड़ी जाएगी और A रजिस्टर सामग्री वह पहले 0 है तो यदि इसके साथ R0 जोड़ा जाता है तो पहला नंबर जुड़ जाएगा फिर मुझे R0 को इन्क्रीमेंट करने की अव्यश्कता है तो यह अगले रजिस्टर को इंगित करता है अगले नंबर R0 को इन्क्रीमेंट करता है और अगले रजिस्टर अगले डेटा को इंगित करता है और फिर R5 में हमें वह संख्या 10 मिली है तो निम्नलिखित केवल एक डेक्रेमेंट जम्प करते हैं not 0 R5 तो एक लूप यह इंस्ट्रक्शन है जहां मैं इसे मेमोरी स्थान से प्राप्त कर रहा हूं और इसे अत थे रेट R0 पर जोड़ रहा हूं तो यह इंस्ट्रक्शन वहाँ लूप है तो एक बार हम इस बिंदु पर हैं तो हमारा काम खत्म हो गई है जहां तक इसके एडिसन का संबंध है अगली बात जो मुझे करनी है वह यह है कि इन नंबरों के औसत की राशि की गणना करें और B रजिस्टर में मेरे पास पहले से ही यह खाता 10 रखा गया है ओके तो मुझे इसे A को B से विभाजित करना है A रजिस्टर को योग मिला है B रजिस्टर को संख्याओं की संख्या मिली है तो मैंने कहा DIV AB ठीक है DIV AB इंस्ट्रक्शन तो इसके पास AB द्वारा विभाजित होगा और फिर A रजिस्टर में मुझे जो मूल्य मिलता है वह भागफल है जो औसत मूल्य है और वह औसत मान जिसे आप मेमोरी लोकेशन पर ले जा सकते हैं MOV 40h A कह सकते हैं तोयहां यह कहने की कोशिश की जा रही है कि यह मेमोरी एड्रेस है तो MOV 40hA तो इसका उपयोग A का मान मेमोरी लोकेशन 40 h पर ले जाने के लिए किया जा सकता है अब तो यह प्रोग्राम अब ऐसा करता है यदि मैं यह गणना करना चाहता हूं कि बाइट्स की संख्या के संदर्भ में इस प्रोग्राम का आकार क्या है इस प्रोग्राम का कुल आकार क्या है तो पहला इंस्ट्रक्शन तो यह 2 बाइट्स लेता है तो उस उद्देश्य के लिए आपको 8051 के मैनुअलपरामर्श करने की आवश्यकता है लेकिन अनिवार्य रूप से एक बात हमें समझनी चाहिए कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में एक ओपकोड होगा जो 1 बाइट ले रहा होगा और तत्काल मूल्य रखने के लिए एक और बाइट की आवश्यकता होगी तो यह है कि यह मिल गया है यह 2 बाइट है तो यह भी 2 बाइट है तो अगला एक MOV B R5 यह 1 बाइट है यहाँ A भी 1 बाइट है MOV A R0 है तो यह भी 1 बाइट है तो यह भी 1 बाइट है तो यह DJNZ इंस्ट्रक्शन तो यह थोड़ा जटिल है क्योंकि इस ऑप कोड के अलावा मुझे यह लूप एड्रेस भी बताना है और लूप एड्रेस क्योंकि यह 16 बिट वैल्यू है तो यह एक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा तो एक DJNZ R 5 के लिए ऑप कोड रखेगा और दूसरे 2 बाइट्स इस पर वे इस लूप का एड्रेस रखेंगे तो इस स्तर का लूप है तो वह एड्रेस 3 बाइट 2 बाइट है तो कुल इंस्ट्रक्शन 3 बाइट है तो यह DIV AB फिर से 1 बाइट है और यह इंस्ट्रक्शन 2 बाइट है क्योंकि इसे मिला है और मध्यवर्ती मूल्य 40 है तो यह 1 बाइट लेगा और यह mov A तो यह 1 बाइट ले रहा है यदि आप उन्हें योग करते हैं तो यह संख्या 14 हो जाती है तो इस प्रोग्राम का कुल आकार 14 बाइट्स है ठीक अगला जो आपको गणना करने में रुचि हो सकती है वह स्पीड क्या है इस इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने के लिए क्या समय आवश्यक है तो उस उद्देश्य के लिए आपको इनमें से प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने के लिए आवश्यक समय का पता लगाना होगा तो यदि आप मैनुअल से परामर्श करते हैं तो आप पा सकते हैं कि पहले इंस्ट्रक्शन के लिए विभिन्न इंस्ट्रक्शंस के लिए कितने मशीन साइकिल आवश्यक है तो यह है कि यह 1 मशीन साइकिल लेगा यह भी 1 मशीन साइकिल लेगा तो यह भी 1 मशीन साइकिल ले रहा है तो यह DIV AB इसे 4 मशीन साइकिल लेता है और इसके अलावा तो यह और ये DJNZ तो इसके अलावा 2 मशीन साइकिल की आवश्यकता होती है यदि आप 8051 के मैनुअल में देखते हैं तो आप पाएंगे कि अन्य सभी वे केवल 1 मशीन साइकिल लेंगे उन सभी में 1 मशीन साइकिल लेते हैं तो यदि आप केवल यह गणना करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मशीन साइकल्स की कुल संख्या क्या है तो यह 1 प्लस है तो यह एक है तो यह एक 1 प्लस 1 है फिर यह एक है और फिर यह एक है अब अगले इंस्ट्रक्शन जैसे 1 1 और 2 तो उन्हें 10 बार दोहराया जाता है तो अगला 10 में 1 प्लस 1 प्लस 2 है फिर यह 4 मशीन चक्र लेता है और यह 1 मशीन साइकिल लेता है फिर यदि आप उन्हें योग करते हैं तो यह पूरी चीज जो 49 मशीन साइकिल में बदल जाती है वह 49 मशीन साइकल्स है और जैसा कि कहा गया है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी को 110582 मेगाहर्ट्ज़ माना जाता है तो एक मशीन साइकिल 1 110582 है तो इस संख्या को 49 से गुणा किया गया ऐसे क्लॉक साइकल्स तो यदि आप गणना करते हैं तो यह समय बदल जाता है तो यह लगभग 4431 नैनोसेकंड है तो इस तरह से एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में तो आप यह गणना कर सकते हैं कि यह कितनी मेमोरी लेगा और कितना समय लगेगा तो यह एक बहुत अच्छी तरह से है तो यह असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का सबसे मज़बूत बिंदु है क्योंकि यहाँ आप बता सकते है कि प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी और प्रोग्राम कितना स्थान लेगा जबकि यदि आप कुछ प्रोग्राम हायर लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो यह है कि आप इसे सही ढंग से नहीं बता सकते तो मुझे पहले प्रोग्राम को कॉमपयल करना होगा और यह कम्पाइलर पर निर्भर करेगा कि उन चीजों को करने में कितना समय लगेगा कैसे कोड का अनुवाद किया जाएगा और वह सब तो यही कारण है कि सबसे अधिक अनुमानित ऑपरेशन प्राप्त करने के लिए तो हमें इस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए जाना चाहिए तो अगले हम एक और उदाहरण कार्यक्रम देखेंगे तो जो थोड़ा अधिक जटिल है तो मान लीजिए कि एक्सटर्नल मेमोरी में मेमोरी स्थान 3000 h से 10 बाइट्स डेटा संग्रहीत हैं और हम उन्हें असेंडिंग आर्डर में क्रमबद्ध करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि अब इस प्रकार का प्रोग्राम को कैसे किया जाए तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स को करने के लिए तो यह मेमोरी लोकेशन 3000 h से शुरू हो रहा है मेमोरी लोकेशन 3000 h से संख्या संग्रहीत की जाती है और 10 ऐसे नंबर हैं तो यह कहा जाता है कि 10 ऐसी संख्याएं हैं तो इस प्रकार के पूर्ण प्रोग्राम्स को लिखने के लिए सबसे पहले तो यह इस तरह से करेंगे तो हम कुछ विशेष नोटशन्स को प्रस्तुत करेंगे जिन्हें असेंबली डिरेक्टिवेस के रूप में जाना जाता है तो किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने के दौरान मुझे सिर्फ उन चीजों को पहले परिचय करना चाहिए जैसे अगर आप किसी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को देखते हैं तो आप इसमें कई कंपोनेंट्स पा सकते हैं तो आप पा सकते हैं कि वहां घटक होते हैं पहले घटक में पहले प्रकार के जिन्हें आप पता लगा सकते हैं कि मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं तो यह वास्तव में इंस्ट्रक्शंस है MOV ADD SUB JUMP जिसे प्रोसेसर समर्थन करता है तो वे सभी वे मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं तो इसके अलावा आपको कुछ और मिलेंगे और उन्हें अक्सर ऑपकोड कहा जाता है वे ऑपरेशन कोड हैं तो इसे जिसे ओपकोड या मशीन ओपकोड कहा जाता है तब आप अन्य प्रकार की प्रविष्टियाँ पा सकते हैं जिन्हें सुएडो ऑपकोड के रूप में जाना जाता है तो सुएडो ऑपकोड उनका मतलब है कि वे वास्तव में निष्पादन के लिए नहीं हैं लेकिन उन्हें प्रोग्राम की संरचना को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है और अगर वे विशेष रूप से वेरिएबल को परिभाषित करने के लिए उपयोगी होते हैं जैसे कि इस विशेष मामले को कहते हैं तो आप इस बात को चाहते हैं कि लोकेशन 3000 h लोकेशन 3000 h से मेरे पास 10 नंबर होंगे जैसा कि मैंने कहा तो अगर आप इस चीज को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को निष्पादित करने वाली फाइल हम मान रहे हैं कि वे 3 स्थान 3000 h मान पहले से ही मौजूद हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि एक विशेष सुएडो ऑप कोड डालकर जिसे DB के रूप में जाना जाता है जो डिफाइन बाइट है तो अगर यह डिफाइन बाइट है तो यदि आप अपने प्रोग्राम में जानते हैं यदि आप कहते हैं जैसे कि DB 20 तो इसका क्या मतलब है कि असेम्बलर क्या करेगा कि जो भी उस बिंदु पर पता होगा इस पते पर वह मूल्य 20 डाल देगा तो इसका क्या अर्थ है यह निश्चित रूप से उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है लेकिन यह वहां मूल्य डाल देगा तो इस तरह से अगर आपको एक स्ट्रिंग को परिभाषित करना है तो आप एक स्ट्रिंग को परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि मैं कह सकता हूं कि S DB hello की तरह तो मैं इस तरह एक स्ट्रिंग को परिभाषित कर सकता हूं अतः असेम्बलर आपके द्वारा जो भी पता है जिस पर वह यह पाता है वह यह करता है कि यह पाता है कि इसे आबंटित किया जाना चाहिए तो यह होगा इसलिए पहले स्थान पर पहले करैक्टर में यह H डाल देगा दूसरा स्थान यह रखेगा यह तीसरा स्थान रखेगा यह L डाल देगा तो यह ऐसा ही करेगा तो यह इस विशेष स्ट्रिंग के साथ मेमोरी के एक हिस्से को इनिशियलाइज़ करेगा तो ये सुएडो ऑप कोड हैं तो हम उन्हें और शब्दों की एक और श्रेणी का उपयोग करेंगे जो आप पा सकते हैं कि वे असेम्बलर डिरेक्टिवेस के अनुरूप हैं तो यह असेम्बलर डिरेक्टिवेस असेम्बलर को यह बताने के लिए है कि क्या करना है उपयोगकर्ता क्या देख रहा है इसके लिए क्या करना है जैसा कि एक असेम्बलर डिरेक्टिवेस है जैसा कि ORG कहते हैं तो अगर org के बाद कुछ पते है तो अगर मैं कहूं तो ORG 1000 इसका मतलब है उसके बाद अगर मेरे पास MOV इंस्ट्रक्शन कहें MOV R1R2 इसका मतलब है यह इंस्ट्रक्शन इस के लिए कोड मैं मेमोरी लोकेशन 1000 पर रखना चाहता हूं तो जब प्रोग्राम लोड किया जाएगा तो यह इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन 1000 में लोड हो जाएगा तो यदि आप उस एड्रेस को जानते हैं जिस पर आपका प्रोग्राम लोड होना चाहिए तो आप इस ORG स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में यह बताने के लिए रख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम ट्रांसलेट किए गए कोड को यह मान लेना चाहिए कि कोड का ओरिजिन वह विशेष एड्रेस है इससे जंप इंस्ट्रक्शंस को मदद मिलती है क्योंकि हमें वास्तविक टारगेट एड्रेस की आवश्यकता होती है तो अगर शुरुआत में ORG है तो आप जानते हैं कि उनके प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट प्रोग्राम उस एड्रेस से शुरू हो रहा है या कभी कभी हमने देखा है कि हमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन मिली है अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन उन्हें विशेष एड्रेस से लोड करना होगा तो उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को लिखने से पहले तो आप यहां ORG स्टेटमेंट डाल सकते हैं तो इस तरह से और जो कुछ भी हम यहाँ टारगेट एड्रेस हैं वह मूल्य यहाँ बताया जा सकता है तो जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन का अनुवाद किया जाता हैतो इसे सटीक इंटरप्ट वेक्टर या ISR एड्रेस में डाला जाता है जो इसके लिए आवश्यक है तो इस तरह से हमें असेंबलर डिरेक्टिवेस मिल गए हैं और ऐसे कई असेंबलर डिरेक्टिवेस हैं तो उनमें से एक ORG है और अगला एक और जो आपके पास है वह EQU इक्वलिटी है तो यह कुछ कांस्टेंट परिभाषाओं की तरह है तो कुछ कांस्टेंट परिभाषाएं तो आप सी सी जैसे हाई लेवल प्रोग्राम में कुछ को परिभाषित कर सकते हैं आप define X5 की तरह लिख रहे हैं तो X एक कांस्टेंट है जिसका मूल्य 5 है तो यहाँ भी आप तो मेरे पास इस EQU प्रकार की परिभाषा हो सकती है तो जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं N EQU 10कह सकता हूं तो N एक कांस्टेंट है जिसका मूल्य 10 है तो इस DB के विपरीत इस N को कोई मेमोरी लोकेशन नहीं दिया गया है तो असेंबल कोड में आपको यह N कभी भी एक लोकेशन के रूप में नहीं मिलेगा लेकिन प्रोग्राम में कभी भी यह N मौजूद होगा तो यह उस प्रोग्राम में 10 से बदल दिया जाएगा तो इसके साथ हम इस प्रोग्राम के लिए कोड को 3000h स्थान से लिखने की कोशिश करेंगे मुझे 10 नंबर स्टोर किए गए मिले हैं और मैं उन 10 नंबर को सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं मानता हूं कि चूंकि प्रोग्राम है सिस्टम में कोई अन्य प्रोग्राम नहीं है मेरे प्रोग्राम का एड्रेस 0 0 0 0 h पर है तो यदि आप जानते हैं कि आपके सिस्टम में अलग अलग एड्रेस आपकी रैम तो कुछ अलग एड्रेस से हो सकती है तो फिर आप कुछ अन्य मूल्य रख सकते हैं तब यह N इसे एक कांस्टेंट के रूप में लेता है जो 10 है तो बाद में अगर कल मुझे 20 नंबर हल करना है तो मैं इस मूल्य को 10 से 20 में बदल सकता हूं तो मुझे पूरे प्रोग्राम को बदलने की आवश्यकता नहीं है मैं एक और अस्थायी स्थान लेता हूं जिसे मैंने 10 कहा था मूल रूप से इस एक्सचेंज को करने के लिए लिया है और मैं उस उद्देश्य के लिए स्थान 50 h लेता हूं तो यह 50 h एक अस्थायी रैम लोकेशन है जिसका उपयोग मैं वैरिएबल के आदान प्रदान के लिए एक स्क्रैच पैड के रूप में करता हूँ अगर डेटा आइटम का आदान प्रदान किया जाता है यदि वे क्रम से बाहर हैं तो प्रारंभ एड्रेस 3000 तक संग्रहीत किया जाता है तो मैं एक और कांस्टेंट शुरुआत लेता हूं जो EQU 3000h से शुरू हो रहा है तो यह लिख सकते हैं शुरू होने के संदर्भ में कल यदि मुझे एड्रेस 4000 पर शुरू होने वाली एक अर्रे को सॉर्ट करना है तो मुझे बस इस बिंदु को प्रोग्राम में बदलने की आवश्यकता है और प्रोग्राम के बाकी हिस्सों को अनछुए बना दिया जाएगा फिर मैं MOV R4 N 1 जैसे काउंटर लेता हूं तो N 10 है तो मुझे लगता है कि यह 9 का मूल्यांकन करेगा तो आप देखते हैं कि यह स्टेटमेंट वास्तव में MOV R49 जैसा स्टेटमेंट है लेकिन अगर मैं यहां 9 लिखता हूं तो अगर कल मुझे 20 नंबर के लिए सॉर्ट करने के लिए कहा जाता है मुझे इस बिंदु को प्रोग्राम में भी बदलना होगा अन्यथा मैं इस संख्या को 10 से 20 तक बदल सकता हूं और यह भाग जैसा है वैसा ही काम करेगा तो इससे कोई समस्या नहीं है तो हम उस दर्शन MOV R4 N 1 का अनुसरण करेंगे फिर DPTR को उस स्टार्ट एड्रेस पर सेट किया जाना चाहिए जिसमें DPTR में स्टार्ट एड्रेस है 3000h DPTR पर आ रहा है तब हम इस R4 मान को A में मूव करते हैं और फिर इस A मान को R5 में ले जाते हैं तो यह सिर्फ MOV R5 0 MOV A से R5 तक किया जाता है तो हम कुछ और तुलना कर सकते हैं और फिर मुझे A रजिस्टर में पहला नंबर मिलता है तो MOVX A DPTR तो DPTR से स्थान 3000 से तो मान A रजिस्टर में आ रहा है वास्तव में ये दो स्टेटमेंट तो वे वास्तव में इस R4 मान को R5 पर ले जा रहे हैं तो मैं सीधे R4 से R5 मूव नहीं कर सकता तो मैंने इसे इस तरह किया है तो आप निश्चित रूप से MOV 54 की तरह एक स्टेटमेंट डालकर इस दो जोड़ी को बदल सकते हैं तो यह किया जा सकता है लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया है उनके दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं तो हमारे पास यह MOVX A DPTR हो सकता है तब हम MOV R1 A को पसंद करते हैं तो A का मान को R1 में ले जाया जाता है फिर INC DPTR तो अब यह अगली प्रविष्टि 3001 की ओर इशारा कर रहा है और फिर MOVX A DPTR तो अगला नंबर A रजिस्टर पर आ जाएगा और फिर हम उस मूल्य को एक अस्थायी स्थान पर सहेज लेंगे तब R1 में हमने पहला मूल्य बचाया था जो हमने R 1 में पढ़ा था फिर हमने अगले मूल्य को टेम्पररी रजिस्टर में ले जाया गया है अब R1 से इसे A रजिस्टर में वापस ले जाएं ताकि मैं तुलना कर सकूं तो MOV AR1 तो अब स्थिति यह है कि वह मान जो हमारे पास 3000 पर था वह A रजिस्टर में है और जो मूल्य 3001 पर है वह मेमोरी लोकेशन टेम्पररी में है तो मैं एक तुलना कर सकता हूं CJNE इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके CJNE कम्पयेर जम्प या Not Equal AtempL3ओके तो यह जम्प करेगा अन्यथा मुझे जम्प करना होगा अन्यथा संख्या वे सामान नहीं हैं तो यदि वे समान नहीं हैं तो यह L 3 पर जम्प कर रहा है तो अन्यथा L4 पर जम्प लगाएगा और यह L3 यह जाँच करेगा कि कुछ कैरी जनरेट हुआ है तो यदि संख्या समान है तो हमें इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं है तो यह इस SJMP L4 के लिए आ जाएगा तो यह इस पर जम्प कर देगा अन्यथा मुझे इस चीज़ को बदलने की आवश्यकता नहीं है तो उसके बाद MOVX DPTR A तो यह A रजिस्टर सामग्री के लिए बड़ा था तो उसे अब L4 पर ले गया है को मेमोरी लोकेशन 3000 पर ले गया है तो A टेम्पररी से बड़ा है तो अब मुझे एक्सचेंज करने की आवश्यकता है तो ये उस एक्सचेंज का पहला चरण है फिर MOV A temp और फिर हमें DPTR में वापस जाना है तो हम इन DPL रजिस्टर की एक डेक्रेमेंट करते हैं तो हम इस DPTR रजिस्टर को डेक्रेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यह 16 बिट है तो आपको DEC DPL और फिर MOVX DPTRA करना होगा temp मूल्य A रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया गया है तो यह उस temp मान को पिछले मान यानी 3000 पर ले जाएगा तो 3000 और 3001 के बीच तो यह एक एक्सचेंज करेगा फिर से हम INC DPL करते हैं और फिर L में तो यह एक कम्पैरिसन और एक्सचेंज की संरचना है तो हमें यह देखना होगा कि क्या इस DJNZ R5L2 के द्वारा तुलना की जाती है जहां L 2 जहां यह L2 इंस्ट्रक्शन है तो हमें डेक्रेमेंट 5 लेने की आवश्यकता है और अगर यह 0 नहीं है तो यह इस L 2 पर आ जाएगा ताकि हम मेमोरी से अगला नंबर ले सकें DJNZ R5L2 और तो यह एक लूप को पूरा करेगा तो उसके शीर्ष पर आपको एक और होना चाहिए जो कि R4 द्वारा है तो DJNZ R4L1 जहां यह L1 इस एक का स्थान है तो यह बाहर का अगला पुनरावृत्ति शुरू कर रहा है तो कॉम्परिसन के लिए आप जानते हैं वहां सॉर्टिंग के लिए आप जानते हैं कि आपको पता है कि हमें लूप्स और उन दो लूप्स का उपयोग करना चाहिए जो वे नेस्टेड फैशन में चल रहे हैं तो हम यहाँ दो लूप्स को बनाते हैं एक यह L1 में एक और दूसरा L2 है इस तरह यह जाता है तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को विकसित कर सकते हैं तो यदि आप केवल प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यह वास्तव में सॉर्टिंग कर रहा है यह दोहराता रहेगा जब तक R5 0 बनता है तो इसके बाद हमारे पास यह एक है और फिर हमें एक प्रोग्राम समाप्त करने के लिए एक और स्टेटमेंट मिला है तो जिसे END कहा जाता है तो यह भी एक और असेम्बलर डायरेक्टिव है तो यह बता रहा है कि इस बिंदु पर ट्रांसलेशन प्रोसेस समाप्त हो जाएगी तो मुझे और अधिक ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है तो यह उपयोगी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम के विकास के चरण में है तो हम कई रूटीन लिखते हैं और हम वास्तव में उन्हें हमारे अंतिम कोड में नहीं डालना चाहते हैं लेकिन यदि अंतिम कोड में कुछ हो रहा है तो शायद डिबगिंग उद्देश्य के लिए हमें उन कोडों को फिर से छोड़ने की आवश्यकता है तो उस जॉब के लिए तो यह end डायरेक्टिव उपयोगी हो सकता है जब मैं कहता हूं कि यह मेरा है यह एक पूरा प्रोग्राम है जिसे मैंने लिखा है तो शायद अंत में मैं देखता हूं कि मुझे प्रणाली के सही संचालन के लिए मुझे केवल इस प्रोग्राम की आवश्यकता है तो इस बिंदु पर मैंने अपनी असेंबली लैंग्वेज फ़ाइल में एक end डाल दिया है ताकि यह हिस्सा ट्रांसलेट न हो तो इस भाग को मशीन कोड में ट्रांसलेट नहीं किया गया है लेकिन मुझे इस भाग पर विश्वास नहीं है क्योंकि बाद में क्या हो सकता है कि कुछ बग है जो कि ऊपर आ रहा है या कुछ वृद्धि करनी है तो यह रूटीन रूटीन का हिस्सा बन जाएगा तो उस स्थिति में मैं इस अंतिम बिंदु को यहां स्थानांतरित कर सकता हूं बस इस समापन बिंदु को यहां स्थानांतरित कर सकता हूं तो अगर मुझे एक साथ प्रोग्राम को फिर से लिखना नहीं है तो मुझे सबकुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को मशीन कोड में अनुवादित कर सकते हैं और चयनित भाग ले सकते हैं अब जब आप इस ट्रांसलेशन को कर रहे हैं उस प्रोग्राम की तरह जो हमारे पास है जो हम लिख रहे हैं तो वे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैं प्रोग्राम का नाम हो सकता है प्रोग्राम 1 तो यह है इसे आम तौर पर asm का एक एक्सटेंशन है Prog1asm तो जब यह असेंबलर की असेंबली प्रोसेस से गुजारा जाता है तो यह आउटपुट का उत्पादन करता है नंबर एक निश्चित रूप से एक्सेक्यूटबल वर्शन है तो इस प्रोग्राम का अनुवाद कोड मशीन कोड एक और उत्पादित आउटपुट है तो जिसे लिस्ट फ़ाइल के रूप में जाना जाता है तो यह प्रोग्राम कोड आउटपुट तो यह प्रोसेसर को समझने के लिए है लेकिन यह लिस्ट फ़ाइल मानव समझ के लिए है और इस लिस्ट फ़ाइल में तो हमें यह प्रोग्राम स्टेटमेंट और उनके संबंधित कोड मिल गए हैं तो अगर मुझे MOV R1 A जैसा स्टेटमेंट मिला है फिर क्या होगा कि लिस्ट फ़ाइल में तो आप सबसे पहले संबंधित एड्रेस पर पहुंचेंगे जिस पर यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि एड्रेस वहां होगा तब कोड एड्रेस कोड को जो इस कार्य को करने के लिए उत्पन्न होता है तो इस इंस्ट्रक्शन के लिए कि कोड होगा और फिर इंस्ट्रक्शन यहां भी लिखा जाएगा तो पूरे प्रोग्राम के लिए इस तरह से सभी स्टेटमेंट दिखाए जाएंगे उन्हें एक के बाद एक लिखा जाएगा कि उनके एड्रेस दिखाए जाएंगे और उनके एड्रेसस दिखाए जाएंगे और कोड भी दिखाया जाएगा तो यह समझने में मदद करता है कि क्या प्रोग्राम सही ढंग से लिखा गया है या हम यह समझ सकते हैं कि क्या प्रोग्राम का सही अनुवाद किया गया है हम जो कुछ भी खोज रहे हैं वह किया गया है या नहीं इसके अलावा यदि ट्रांस असेंबली प्रोसेस में कुछ त्रुटि है तो उन्हें फ्लैश किया जा सकता है तो यह त्रुटि संदेश यहाँ कहीं हो सकता है इसलिए हम समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का अनुवाद करते समय एक त्रुटि हुई थी तो हम इस त्रुटि को asm फ़ाइल में सुधार सकते हैं और फिर से असेंबली के लिए दे सकते हैं इस विशेष फ़ाइल को लिस्ट फ़ाइल कहा जाता है तो मेरा सुझाव है कि जब भी आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कर रहे हों तो आप कुछ असेंबलर की मदद लें क्योंकि यह लैंग्वेज जटिल हैं तो आप असेम्बलर की मदद लेते हैं और इस कोड के अलावा उत्पन्न होने वाली लिस्ट फ़ाइल सूची पर गौर करते हैं तो कोड को कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि वह एक बाइनरी फ़ाइल है लेकिन यह लिस्ट फ़ाइल एक टेक्स्ट फ़ाइल है हम इस टेक्स्ट फ़ाइल पर एक नज़र डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि कोड के अनुवादित संस्करण में क्या है और अगर कोई त्रुटि होती है तो निश्चित रूप से हम दूसरे को देख सकते हैं और फिर वापस जाकर असेंबली लैंग्वेज फ़ाइल को सही कर सकते हैं